ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनके बारे में चर्चा जारी रखेंगे तो उद्देश्य एक्टिविटी डायग्राम को समझना होगा चुकी यह तीन मॉड्यूल के बाईं ओर उपलब्ध होगी अब मैं आपको जल्दी से जल्दी पहले के जो आइटम है उन की ओर संकेत करूंगा जिसके बारे में आपको निश्चित रूप से परिचित होना चाहिए औरअब वास्तव में मास्टर होना होगा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल की प्राप्ति के साथ गहरा असर होगा हमने प्रमुख संदर्भ यूज केस डायग्रामको दिखाते हैं जो कि किसी सिस्टम के लिए हो सकती है और SDLC चरण के संदर्भ में यह वह जगह है जहां पर एक्टिविटी डायग्राम किया जाता है इसलिए यह एक संदर्भ है जिसमें हम एक्टिविटी डायग्राम पर अपनी समझ स्पष्ट करनी चाहिए एक्टिविटी डायग्रामकी तरह उपयोग किया था इसलिए वे आम तौर पर मॉडल एल्गोरिदम में अपना अंतर्ग्रहण किया लेकिन यहाँ हम रिक्वेस्ट लीव हो

इसलिए कनकरेंसी को दिखाने के लिए करेंगे तो यह एक्टिविटी डायग्राम के संदर्भ में बुनियादी स्थान है जिसे हम फिल्माना चाह रहे हैं इससे पहले कि मैं करीने से बाइट में जाऊं मैंने एक एक साधारण एक्टिविटी डायग्राम बनाने के लिए कहें निश्चित रूप से यह पहली चीज है जो हमें करनी होगी आपको यह चुनना होगा कि आप किस प्रकार का ब्लॉगिंग पता है यदि भुगतान शामिल है और वह सब तो ये अलग अलग चरण हैं ये अलग अलग गतिविधियाँ हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगी और फिर कुछ मामलों में जैसे यहाँ होंगी लेखक के विवरण को सत्यापित करने का परिणाम यह हो सकता है कि हमारे पास एक प्राधिकरण है कि सत्यापन ठीक हो गया है या सत्यापन विफल हो गया है इसके आधार पर हमारे पास प्रवाह के संदर्भ में एक शाखा होगी इसलिए इसे अधिकृत किया जा सकता है या यह गैर अधिकृत हो सकता है यदि यह अधिकृत है तो आपके पास नए ब्लॉग करें और इसी तरह दूसरी ओर यदि यह अधिकृत नहीं है तो आवेदन खारिज हो जाता है और इनमें से किसी एक के आधार पर आप प्रवाह पाथ से अधिक बढ़ाया जा सके इस तरीके से एक्टिविटी डायग्राम के बो तो अब औपचारिक रूप से बोलते हैं कि एक्टिविटी डायग्रामउपलब्ध हो जाते हैं उदाहरण के लिए आप लॉगइन हैं और मैं अभी इनके माध्यम से नहीं जाऊंगा हम इन्हें एक एक करके दिखाएंगे और दर्शाएंगे कि इनको रिप्रेजेंट को प्राप्त करने में हमारी मदद कैसे करते हैं तो निश्चित रूप से पहली एक एक्टिविटी समाप्त होती है

इसको भी पैरामीटराइज है उस पर बात की जा रही है तो आप संपूर्ण एक्टिविटी है वह जगह है जहा एक मशीन है जहाँ आप जाते हैं अपने सिक्के डालते हैं और आप एक पेय या एक समाचार पत्र या ऐसा कुछ प्राप्त कर सकते हैं निश्चित रूप से प्रीकंडीशन का निर्माण करेगी आम तौर पर हम पाएंगे कि यहां पर विभिन्न एजेंट के संदर्भ में हो सकता है या किसी और विभाजन के संदर्भ में हो सकता है यह स्थान पर आधारित हो सकता है यह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बना सकते हैं जैसा आप यहां देख सकते हैं ये क्षैतिज स्विम लेन का आयोजन कैसे किया जा सकता है इसलिए एक्टिविटी में भाग लें एक्टिविटीज हो सकता है वे एज बनाते हैं आगे शोधन में एज के अंदर रखते हैं तो इसका मतलब है की यह एज को 2 भागों में दिखा रहे हैं तो ये आपके एक्टिविटी एज तक जाएगा इसलिए जब भी आप ने उन ऑब्जेक्ट होगा तो इसको वर्णित करने वाली स्थिति यह है कि यदि वार्निंग है एज बाधित हो जाएगा तो यह है कि इस तरह के इस जिगजैग का वर्णन करेगा तो इसके साथ ही हम यह समझने की कोशिश करें कि इस डायग्रामकर सकते हैं इसलिए यदि आप ब्राउज़ करते हैं तो आपके पास ब्राउज़ आइटम एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं हम देखेंगे कि इन नोड्स पर जारी रखने के मामले में मूल रूप से वापस चले जाएंगे यदि आपने निर्णय लिया है तो आप अगली एक्टिविटी क्या हैं इसलिए चेक शॉपिंग कार्ट को देखने के लिए चलते हैं और आपके द्वारा देखे जाने के बाद आप जोड़ना चाहते हैं और शॉपिंग कार्ट करना चाहूंगा इस लेवल के संदर्भ में उन सभी क्रियाओं का दिखा सकते हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं यह दूसरा उदाहरण है मुझे इस डायग्राम है जिसमें आप कह सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और फिर कार्ड पर जाता है अब इस एक्टिविटीमें जाते हैं जोकि यात्रा जानकारी को संसाधित कर रही है फिर टिकट वेंडिंग मशीन में है जिसे आगे वैधता और उन सभी को तय करना होगा इसलिए मैं उन सभी विवरणों को नहीं दिखा रहा हूं और अगर यह नकदी के साथ है तो आप सीधे अंदर जाते हैं फिर एक बार भुगतान मिल जाने पर टिकट वेंडिंग मशीन होती है और इसलिए आपने भुगतान कर दिया फिर यहां पर उसके बाद की कार्यवाही है जैसे यदि आप नकद भुगतान करते हैं तो यहां पर कुछ बदलाव हो सकते हैं जो आपको प्राप्त होने वाले हैं इसलिए यदि आप परिवर्तित होने वाले हैं तो डिस्पेंसिंग चेंज एक्टिविटी द्वारा समाप्त होता है और कहता है कि टिकट खरीदने के लिए धन्यवाद इत्यादि और आप अंतिम नोड के साथ समाप्त होते हैं जो कि आपने इस टिकट वेंडिंग जो विभिन्न एक्टिविटीज में शामिल है यह भी हमें बताएगा तो आप पाएंगे कि आप इस स्विम लेन संदर्भ में वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है संभवतः कम्यूटर क्या भेजता है वास्तव में आप अगर बैंक के दृष्टिकोण से देखें यहां पर इस एक्टिविटीके साथ काम करते हैं इसलिए इस मॉड्यूल में हमने जो संक्षेप में पेश किया है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हमने एक्टिविटी डायग्राम सहित है और हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाया है जो अगले मॉड्यूल में भी जारी रहेगा